मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिसके सत्र में आपका स्वागत है पिछले सत्र में हमने एक बहुत ही पेरेनियल मुद्दे के बारे में चर्चा की जो कि मार्केटिंग की दुनिया में और ज्यादातर सभी जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज कंपनियों में अधिक से अधिक कपटपूर्ण व्यवहार हो रहे हैं बड़े संगठनों में व्यक्तिगत स्तर पर छोटे संगठन भी लोग अध्ययन करने और शोध करने में अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पालन कर रहे हैं और जाहिर है कि जब आपका शोध खुद ही फर्जी है तो कोई आश्चर्य नहीं कि आपका आउटपुट भी बेहद खराब होगा वास्तव में मैं किसी भी देश के विवरण का हवाला नहीं देना चाहता हूं लेकिन यह देखा गया है कि एशियाई क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन किए गए कई अध्ययनों पर अत्यधिक सवाल उठाए जा रहे हैं शोध करने शोध करने और यहां तक कि आउटपुट अंतिम परिणाम पर सवाल करने के शोधकर्ताओं के तरीकों पर संदेह है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शोधकर्ता उन प्रथाओं का पालन करते हैं जो मैंने अपने जीवन में भी देखा है वे उन प्रथाओं का पालन करते हैं जो अत्यधिक एथिकल नहीं हैं इसलिए उन्होंने जो किया है वह यह है कि शायद उनके पास पर्याप्त डेटा नहीं है लेकिन उन्होंने किसी तरह इसे प्रबंधित किया है और फिर वे एक निष्कर्ष के साथ सामने आए हैं क्योंकि यदि आप किसी डेटा सॉफ़्टवेयर डेटा कुछ डेटाबेस का उपयोग करते हैं और आप इसे कुछ डेटा देते हैं इसलिए सॉफ़्टवेयर डेटा स्पष्ट रूप से आपको कुछ परिणाम देगा लेकिन सवाल यह है कि क्या ये परिणाम वांछनीय हैं क्या ये उचित हैं खैर नहीं मैं यह नहीं कहूंगा कि वे उचित हैं और सबसे पहले शोध करने की प्रक्रिया गलत है मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि कभी कभी वे इसे प्रकाशन के दबाव पीएचडी या किसी चीज़ को पूरा करने के दबाव से बाहर करते हैं लेकिन यह अत्यधिक अत्यधिक अत्यधिक अत्यधिक अवांछनीय है इसलिए एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि आप आज देखते हैं कि गरीबों के साथ क्या हुआ है क्योंकि एथिक्स की कमी और इस तरह की चीजों ने उत्तरदाताओं से भागीदारी की जिससे आप जानते हैं कि लोगों ने गंभीरता से गिरावट शुरू कर दी है आप पाएंगे कि यदि आप किसी शोध में जाते हैं तो एक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि लोग आपकी प्रश्नावली को भरने में कम रुचि रखते हैं कारण बहुत सरल है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है उन्हें लगता है कि यह शोध इसमें कोई शोध नहीं है वास्तव में जो व्यक्ति एक शोध चीज फ्रेम को ध्यान में रखकर आया है वह खुद बहुत गंभीर नहीं है वह सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है इसीलिए उत्तरदाता भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं और इस वजह से अनुसंधान की लागत में वृद्धि हुई है और एफीकेसी हाफ रिसर्च में गिरावट आई है इसलिए मैं देश को बुद्धिमान नहीं कह रहा हूं मैं नाम नहीं दे रहा हूं लेकिन एक को सावधान रहने की जरूरत है यहां तक कि मैंने अनुसंधान जगत में बड़ी संख्या में साहित्यिक चोरी के मामले देखे हैं बहुत लोकप्रिय वैज्ञानिकों बहुत ज्ञात नाम भी साहित्यिक चोरी और इन सभी चीजों के मामले में काम के शिकार हुए हैं इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कृपया इस तरह की चीजों से दूर रहें एक शोध करें अच्छा शोध जो कि अधिक से अधिक मात्रा में करने के बजाय है बड़ी संख्या में शोध जहां यह कोई मतलब नहीं है तो क्यों एथिकल इश्यूज समस्याग्रस्त हैं दो कॉम्पटिंग एथिकल फिलॉसफीज़ डेंटोलॉजी का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यवहार एथिकल नहीं है मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं मान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं करना चाहता है और आप अभी भी इसे प्रचारित कर रहे हैं या आप इसे दुनिया के लिए खोल रहे हैं तो यह व्यवहार एथिकल नहीं है दूसरी ओर एक और सिद्धांत है टेलिओलॉजी यह कहती है समाज को उसके लाभ और लागतों के संदर्भ में एक व्यवहार का न्याय करना यदि व्यक्तिगत लागत या समूह लाभ हैं तो शुद्ध लाभ हैं क्योंकि और व्यवहार को एथिकल कहा जाता है इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में उन सिद्धांतों में से एक का पालन करने की आवश्यकता है या तो आपको व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना होगा या आपको सामाजिक दृष्टिकोण से देखना होगा तो यह एक छोटी सी चीज है जिसे आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए रहस्य दुकानदार डोनटोलॉजिस्ट के अनुसार यह क्या होगा आप सोच सकते हैं इसलिए अनएथिकल क्योंकि यदि आप एक रहस्य खरीदारी कर रहे हैं तो अपने आप को छिपाएं और यह पता लगाने की कोशिश करें कि लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं यह अनएथिकल है इसलिए क्योंकि आपने व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया है लेकिन मान लीजिए कि आप इसे सामाजिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप इसे बड़े पैमाने पर समाज के हित के लिए कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है इसी तरह फ्रगिंग है जैसा कि मैंने कहा जब आप अनुसंधान के नाम पर धन जुटा रहे हैं तो गलत है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए डोनटोलॉजिस्ट कहते हैं आपको नहीं करना चाहिए टेलिऑलॉजिस्ट कहते हैं अगर यह लोगों जरूरतमंदों की मदद करता है अगर आप धन जुटा रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अच्छा है तीसरी बात डिसगाइज्ड सर्वे डिसगाइज्ड सर्वेस वे होते हैं जहां पूरा उद्देश्य डिसगाइज्ड होता है और वे प्रकट नहीं होते हैं इसलिए रेस्पोंडेंट को वास्तव में इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वह क्या महसूस कर रहा है इसलिए और वह क्यों भाग ले रहा है तो ऐसी हालत में डोनटोलॉजिस्ट अनएथिकल कहता हैलेकिन टेलिऑलॉजिस्ट क्या कहता है यह ठीक है अगर यह सच है तो ठीक है तो दो प्रकार के सिद्धांत या शोध के दो दर्शन हैं एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से है डोनटोलॉजिस्ट है और दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से है अब आप कहां हैं क्या हैं लेकिन अगर आप सच नहीं कर रहे हैं या सुपर इम्पोज़ रहे हैं तो ये दोनों सही हो सकते हैं इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में किसी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है जब वह कर रहा है क्या वह खुद को विषय के प्रति ईमानदार है और खुद को या नहीं अनुसंधान दुनिया को तो ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं सगिंग फ्रगिंग गलत बयानी और पेरटिनेंट रिसर्च डेटा की चूक अब यह एक बड़ी समस्या है कई बार शोधकर्ता डेटा को गलत बताते हैं मान लीजिए उनके पास जो डेटा नहीं है कुछ गायब डेटा है उदाहरण के लिए वे इसे कुछ संख्या से भरते हैं या उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति जो दे रहा है वह इस नंबर को दे रहा होगा और वे इसे उस नंबर से भर देंगे नहीं यह गलत है या किसी चीज को हटाना जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको लगा कि यह मुझे अच्छा परिणाम या वांछनीय परिणाम नहीं देगा आप इसे हटा दें या आप इसे छोड़ दें तो यह भी वांछनीय नहीं है ग्राहकों आपूर्तिकर्ताओं और जनता के साथ गलत व्यवहार करना अब यह एक बड़ी समस्या है कई बार ऐसा देखा गया है कि शोधकर्ता उत्तरदाताओं का उचित तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं कभी कभी उत्तरदाता आपके स्तर के नहीं हो सकते हैं सामाजिक स्तर पर संरचनात्मक रूप से वे गरीब गाँव के लोग हो सकते हैं या वे तबके में किसी से कम हो सकते हैं तो ऐसी हालत में उनके साथ गलत व्यवहार करना बेहद बुरा बेहद नासमझी है क्योंकि आपको ऐसे क्लाइंट बेस का समर्थन कभी नहीं मिलेगा रेस्पोंडेंट कोऑपरेशन नीचे जा रही है यही कारण है कि मैंने शुरुआत की निगम नीचे जा रहा है विपणन शोधकर्ताओं को कम से कम धोखे को खत्म करना चाहिए या रखना चाहिए किसी भी प्रच्छन्न चीज को न रखें तब तक न रखें जब तक जब तक वह अत्यंत वांछित या महत्वपूर्ण न हो अन्यथा आपको किसी भी प्रकार के डिसगाइज को हटा देना चाहिए क्योंकि उसे बताएं कि इसका उद्देश्य क्या है अध्ययन का प्रायोजक कौन है यह कौन कर रहा है क्यों क्या वह ऐसा कर रहा है अगर वह नहीं जानता है तो शायद उसकी राय अलग होगी यदि वादा किया गया है तो गुमनामी या गोपनीयता यदि आपने गोपनीयता बनाए रखने का वादा किया है तो कृपया कृपया इसे करें अन्यथा पहले से ही अनुसंधान खराब नाम पैदा कर रहा है और यह अभी भी जारी रहेगा टेलीविज़न और स्पैम जैसे गोपनीयता के आक्रमणों से लड़ें अब ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग स्पैम में स्पैम भेजने का मतलब है बड़ी संख्या में बल्क मेल और सभी एक बड़ी डेटाबेस दिखाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजने का एक फैशन बन गया है इसलिए ये चीजें करना बहुत अच्छा नहीं है आपको बचना चाहिए अब एथिकल कॉनफ्लिक्ट अब इसे क्या कहते हैं यह तब होता है जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि एक समूह के प्रति उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ असंगत हैं अब हम इसे समझते हैं तो क्या कह रहा है यह तब होता है जब एक व्यक्ति यह मानता है कि एक समूह के प्रति उसके कर्तव्यों में किसी अन्य समूह के प्रति उसके कर्तव्यों के साथ असंगत है इसलिए यह एक एथिकल कॉनफ्लिक्ट है तो आप एक समूह के लिए कुछ कर रहे हैं और आप दूसरे समूह के लिए कुछ कर रहे हैं इसलिए यदि आप इसे कर रहे हैं तो एथिकल आउटपुट भी पक्षपाती होगा और यह संघर्ष है जो उत्पन्न हो रहा है इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में एक व्यक्ति को इस तरह से बचने की जरूरत है एक को जितना संभव हो उतना मानकीकृत किया जाना चाहिए आपको एकमत बनाना होगा ताकि कोई भेदभाव न हो रोल मॉडल के रूप में सेवा करते हैं तो एथिकल कॉनफ्लिक्ट आपको कैसे क्या करना चाहिए रोल मॉडल के रूप में अपनी गतिविधियों का संचालन पूरी तरह से करते हैं इसलिए शोधकर्ता को रोल मॉडल के रूप में काम करना चाहिए ताकि बिना किसी गलती या किसी असफलता के गतिविधियों का संचालन किया जा सके अनैतिक आचरण पर तुरंत फटकार लगाकर एथिकल बिहेवियर को प्रोत्साहित करें मान लीजिए यह बहुत महत्वपूर्ण है अनुसंधान की दुनिया को कमर कसने की जरूरत है विकसित होना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि कोई भी जानवर या कोई धोखे या कोई पक्षपातपूर्ण शोध परिणामों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए कई बार मैंने लोगों को प्रचार करते देखा है अच्छी पत्रिकाओं में गलत तरीकों से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है मैं गलत तरीकों का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि वे नहीं समझते हैं वे नहीं जानते हैं उनके पास डेटा नहीं है उन्होंने कभी भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया है लेकिन उन्होंने ऐसा किया है यदि आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उन्हें आगे के अनैतिक आचरण से फटकार लगानी चाहिए कॉरपोरेट और उद्योग दोनों आचार संहिता का मसौदा तैयार करें और उन्हें बढ़ावा दें अब यह भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है अब आचार संहिता दिन प्रतिदिन बन रही है या सुधार कर रही है ताकि शोधकर्ता इस तरह की आचार संहिता का उल्लंघन न करें और इससे दूसरों को परेशानी न हो या यह अन्य उत्तरदाताओं के लिए परेशानी पैदा न करे जैसा कि मैंने कहा कि कई समय के उत्तरदाताओं को बहुत मुश्किल लगता है शोधकर्ता के उद्देश्यों को समायोजित करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए उनकी भागीदारी में लगातार गिरावट आ रही है इसलिए इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए बल्कि एक उचित माहौल बनाना होगा विभिन्न आचार संहिताएं हैं जो शोधकर्ता के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं ये कोड कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो संभावित रूप से अनुसंधान में उत्पन्न हो सकते हैं साथ ही पेशेवर अभ्यास से जुड़े अन्य मुद्दे भी अब यदि आप मार्केटिंग एसोसिएशन्स द्वारा तैयार किए गए आचार संहिता को देखते हैं तो यह एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है आप जानते हैं अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है जिसमें उन्होंने समझाया है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है क्योंकि कई बार मैं आपको बहुत दिलचस्प बताऊंगा मेरे प्रोफेसर में से एक वह कहता था कि साहित्यिक चोरी जो आमतौर पर एक बहुत ही नकारात्मक चीज है जाहिर है कि यह नकारात्मक है इसका मतलब है आप किसी का हवाला नहीं देते हैं और उसकी सामग्री का उपयोग करते हैं इसलिए आप उस व्यक्ति को मूल्य नहीं देते हैं जिसने वास्तव में अनुसंधान का संचालन किया है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शोधकर्ता इस बात से अनजान होता है कि वह साहित्यिक चोरी कर रहा है अब यह उन सभी शोधकर्ताओं के लिए बहुत खुश नहीं है जो दावा कर रहे हैं कि वे निर्दोष हैं लेकिन फिर भी यह उनके लिए एक समर्थन की तरह है कई बार ऐसा होता है कि शोधकर्ता अनभिज्ञ होता है वह नहीं जानता कि वह साहित्यिक चोरी के अभ्यास का हिस्सा बन गया है क्योंकि वह नहीं जानता कि साहित्यिक चोरी क्या है और साहित्यिक चोरी क्या नहीं है यही कारण है कि कई तो किसी तरह के अनुसंधान कार्यशालाओं या कहीं पर जाने के लिए बेहतर है जहां वे आपको समझाते हैं कि वास्तव में साहित्यिक चोरी का क्या मतलब है और आप साहित्यिक चोरी से कैसे बच सकते हैं साहित्यिक चोरी एक बहुत ही साधारण बात है अगर आप किसी चीज़ की नकल करते समय समझ सकते हैं और व्यक्ति का नामकरण नहीं कर रहा है तो यह चोरी का मामला है मान लीजिए आप अपने शब्दों में वही बात लिखते हैं और आप उसे समझाते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं और आप उनका हवाला देते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है यह काफी अच्छा है इसलिए इस नैतिक आचार संहिता से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कोड विकसित किए गए हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए और आप जानते हैं एक सख्त पालन करना है 2009 में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इसमें अनुसंधान से संबंधित मुद्दे हैं और विशेष रूप से कहा गया है कि सदस्यों को नुकसान नहीं करना चाहिए इसलिए एएमए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कुछ शोध संबंधित दस्तावेजों के साथ आया है इसी तरह यूरोपीय सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च ईएसओएमआर ने भी कुछ शोधकर्ताओं को व्यापक जिम्मेदारियां करार दिया है यदि आप बस Google नेट और सभी में खोज साइट पर जा सकते हैं तो आप इन चीजों पर अच्छी मात्रा में जानकारी पा सकते हैं 2009 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अनुसंधान के मुद्दों की एक विविध रेंज यह अनुसंधान के मुद्दों की एक विविध रेंज के बारे में बात करता है जिनमें से कई व्यावसायिक अनुसंधान से भी संबंधित हैं तो ये कुछ हैं क्या गलत है क्या सही है इसलिए हमने शुरू से ही कहा है कि अनुसंधान नैतिक हिस्सा यह समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है इसलिए अगर आप गोपनीयता को तोड़ रहे हैं अगर आप भावनाओं को आहत कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक रूप से सामाजिक रूप से यह कुछ भी हो सकता है तो यह अनैतिक है और यहां तक कि किसी प्रकार का उपयोग करते हुए उदाहरण के लिए अब जैसा कि मैं एक दिलचस्प प्रक्रिया पा रहा हूं कि जब भी आप कुछ ट्रैक करते हैं जब आप किसी उत्पाद या किसी चीज़ को ट्रैक करते हैं तो आप स्वचालित रूप से पाते हैं कि अगले दिन आप फेसबुक या कुछ अन्य या कुछ पर हो सकते हैं अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति आपको ट्रैक कर रहा है और यह पता लगा रहा है कि आपकी रुचियां और सभी क्या हैं यह सवाल कितना नैतिक है क्या यह नैतिक प्रबंधन अभ्यास का एक हिस्सा है वैसे मैं अभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति प्रतिभागी के ज्ञान के बिना एक अभ्यास को अपना रहे हैं तो इसे नैतिक कैसे माना जा सकता है लेकिन अगर आप इसे देखें तो अधिकांश प्रबंधन कंपनियां जिनमें से अधिकांश आप कॉरपोरेट्स को जानते हैं वे इस प्रथा का पालन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपको सही तरीके से देखा जा रहा है आपको इंच दर इंच चलाया जा रहा है और वे आपको ट्रैक करते हैं कि आप क्या हैं आपकी रुचि के क्षेत्र आप क्या कर रहे हैं और कैसे आपको क्या प्रेरित करता है ताकि वे कल आपके सामने एक उत्पाद रख सकें और शायद आप उसे खरीद सकें कौन जानता है तो मार्केटिंग रिसर्चर्स की प्रमुख नैतिक समस्याएं क्या हैं सही और गलत पहला शोध अखंडता बेईमान या कम से पूरी तरह से ईमानदार अनुसंधान का जानबूझकर उत्पादन अब यह वह समस्या है जो मैं हमेशा से तय करता रहा हूं हमेशा अपनी कई कार्यशालाओं में चर्चा करता हूं शोध अखंडता निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कोई भी शोधकर्ता पर सवाल नहीं उठा सकता है यह सवाल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक शोधकर्ता को ईमानदार माना जाता है लेकिन मान लीजिए कि शोधकर्ता ऐसा नहीं करता है जो बहुत से लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं उनके जीवन में ऐसा कहीं हो सकता है जो नहीं किया गया है बेईमान का उत्पादन एक विशेष डेटाबेस है और आपने इसका उपयोग किया है आपने इसे एक Google के रूप में एकत्र किया है और आप इसे एक अध्ययन के लिए उपयोग कर रहे हैं जो संबंधित नहीं है लेकिन केवल संख्याएं हैं अब ऐसा नहीं किया गया है यह शोध अखंडता नहीं है बाहरी ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना इसका मतलब है कि कंपनी के हितों और ग्राहक हितों के बीच टकराव इसलिए जब आप एक शोध करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस तरह के संघर्षों से बचना चाहिए मान लीजिए कि आप इसे किसी कंपनी और बाहरी ग्राहकों या शायद उत्तरदाताओं के लिए कर रहे हैं तो आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि केवल कंपनी के हितों को रखा जाए इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में यह समझने की जरूरत है कि आपको काफी निष्पक्ष होना होगा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गोपनीयता जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं शोधकर्ता को उस प्रतियोगी के लिए उचित होना चाहिए जो अपनी कंपनी के लिए सबसे अच्छा है इसलिए गोपनीयता के नाम पर आपने डेटा एकत्र किया है और कल किसी कारण से आप डेटा को किसी को बेच रहे हैं अब यह डेटाबेस बेचना एक बड़ा व्यवसाय बन गया है और कई कंपनियां एक डिसगाइज्ड फॉर्मेट में डेटा एकत्र कर रही हैं और फिर शायद वे इसे किसी और को बेच रही हैं जो थोड़े से पैसे में रुचि रखते हैं अब यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण अनुसंधान के परिणाम खराब हो गए हैं शोधकर्ता उत्तरदाता आज आपके शोधों में कम दिलचस्पी ले रहे हैं कुछ अन्य समस्याएं सामाजिक मुद्दे और मार्केटिंग मिक्स उत्पाद डिजाइन या विज्ञापन निर्णयों के संदर्भ में कंपनी के हित के साथ समाज के हितों को संतुलित करना मैंने कई बार कई विज्ञापनों में यह देखा है कि वे कोशिश करते हैं आप जानते हैं एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धी किसी तरह के शोध या कुछ के माध्यम से अब यह उचित नहीं है यह नहीं होना है इससे बचना चाहिए इसलिए सामाजिक मुद्दे और मार्केटिंग मिक्स इसलिए हितों को संतुलित करते हुए कई बार आपने भी देखा होगा आजकल यह एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कॉज रिलेटेड मार्केटिंग अब यदि आप एक विशेष डिटर्जेंट या कुछ खरीदते हैं तो धन का कुछ हिस्सा एक दान में जाता है अब जब तक यह एक दान के लिए जा रहा है तब तक वह हिस्सा ठीक है लेकिन लगता है कि यह सिर्फ सहानुभूति या इंसान के नरम पक्ष का उपयोग करने के लिए किया जा रहा है और इसे बिक्री पिच के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है तो यह खतरनाक है व्यक्तिगत निर्णय है कि जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित किया जाए उत्तरदाताओं का उचित व्यवहार करना अब यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी और गुमनामी की रक्षा करना कंपनी के हितों के खिलाफ प्रतिवादी के हितों को संतुलित करना यदि आप इसे कर सकते हैं तो केवल आप इसे सही ठहरा सकते हैं आप जानते हैं इसका नैतिक हिस्सा अनुसंधान इन्फोर्मेड कॉन्सेंट सुनिश्चित करें कि संभावित प्रतिभागी पूरी तरह से समझते हैं कि उन्हें क्या करने के लिए कहा जा रहा है और उन्हें सूचित किया गया है इसलिए अगर किसी ने ईमानदार नहीं होने का वादा लिया है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है उन्हें केवल पकड़ा जा सकता है और फिर यह इतना अच्छा नहीं हो सकता है लेकिन एक शोधकर्ता के रूप में एक ईमानदार होने की जरूरत है और उन्हें अपने ग्राहकों या उत्तरदाताओं को बताने के लिए पर्याप्त ईमानदार होना चाहिए वे इस शोध का संचालन क्यों कर रहे हैं यदि कोई संभावित नकारात्मक परिणाम हैं तो उन्हें भी समझाया जाना चाहिए फिर भाग लेना या न लेना उनकी इच्छा है कॉन्सेंट फॉर्म्स उदाहरण के लिए यहां तक कि मैंने लोगों को टैप करते हुए देखा है उदाहरण के लिए आप किसी से बात कर रहे हैं वे उत्तरदाता को सूचित किए बिना रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो टेप वीडियो टेप का भी उपयोग करते हैं जिससे बचना चाहिए ऑडियो वीडियो टैपिंग या फ़ोकस समूह का उपयोग न केवल सूचना पत्र का उपयोग करता है बल्कि रेस्पोंडेंट के रूप में भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता है इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि उत्तरदाता क्या करने के लिए सहमत हैं और वे किसी भी संभावित नकारात्मक को समझते हैं मान लीजिए कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहता है इसलिए इससे बचना चाहिए तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हो रही हैं प्रौद्योगिकी के मुद्दे एक ब्लॉग या चैट साइट से ऑनलाइन डेटा एकत्र करना जो मुझे लगता है कि आजकल ज्यादातर किया जा रहा है जो किसी दिए गए कंपनी या ब्रांड के पहलुओं पर चर्चा करता है यह एक निजी संचार है आपको इसे अनुसंधान के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए और यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आप इसे उद्धृत नहीं कर सकते इसलिए यदि आप इसे उद्धृत नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ अवैध है तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने की आवश्यकता है शोध कौन कर रहा है शोधकर्ता उत्तरदाताओं को हमेशा करना चाहिए आप कहां के निवासी हैं आप शोध क्यों कर रहे हैं पर्यवेक्षक कौन है उन्हें भाग लेने के लिए कैसे चुना जाता है वे क्यों कोई और क्यों नहीं आपने उन्हें एक प्रतिभागी के रूप में क्यों चुना प्रतिभागियों को क्या करने की आवश्यकता है और इसमें कितना समय लगेगा क्या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई संभावना है क्या उत्तरदाताओं के लिए कोई संभावित नुकसान है अगर वे इस शोध में भाग लेते हैं क्या उनकी गोपनीयता और गुमनामी की रक्षा की जाएगी आपके द्वारा यह करने के बाद डेटा और किसी भी रिपोर्ट का क्या होता है और उन्हें परिणामों के बारे में कैसे बताया जाएगा इसलिए जब आप करते हैं तो इन सभी चीजों को शोधकर्ता को स्पष्ट रूप से अनुसंधान को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए यदि वे इसे फिर से करते हैं तो शायद एक मौका है कि अनुसंधान गतिविधियों में उत्तरदाताओं की रुचि बढ़ेगी अन्यथा अनुसंधान एक बैकसीट लेने जा रहा है उत्तरदाताओं को आजकल कम और कम दिलचस्पी है लेकिन जब तक उन्हें कुछ लाभ नहीं दिया जाता है अन्यथा वे प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक नहीं हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है इसके साथ मैं नैतिकता और अनुसंधान के इस सत्र को समाप्त करूंगा तो हम यह समझ चुके हैं कि नैतिकता क्यों नैतिकता और नैतिकता ने कई मामलों में पीछे क्यों ले लिया है और शोधकर्ताओं को उत्तरदाताओं के विश्वास में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए और लाभ और ब्याज के लिए गोपनीयता उच्च और यहां तक कि काम करना चाहिए कंपनी और सभी इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम अगले सत्र में मिलेंगे